त्वरित आवेश के द्वारा विकिरण I यह विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के परिचय का अंतिम व्याख्यान है इस पाठ्यक्रम में आपने विद्युत स्थैतिकी और चुंबकीय स्थैतिकी के बारे में सीखा है अब हम गतिशील भाग पर आते हैं और आपने सीखा कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जब यह समय के साथ बदलते हैं तो कैसे एक दूसरे को बढ़ाते हैं हमने यह भी सीखा कि वे एक दूसरे को कैसे बढ़ाते हैं और शोर को बढ़ाते हैं जो विकिरित हो सकता है प्रसारित हो सकता है और इसे ही विकिरण कहते हैं विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का कोई भी पाठ्यक्रम तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक हम यह नहीं देखते कि यह विकिरण कैसे उत्पन्न होता है इसलिए अंतिम व्याख्यान में मैं आपको सिर्फ गुणात्मक विवरण दूंगा कि यह विद्युत चुंबकीय विकिरण कैसे आता है आप सब ने अपनी 11वीं और 12वीं कक्षा में बोर के मॉडल के बारे में सुना है कि कोई भी त्वरित आवेश विकिरित होता है इसलिए बोर के मॉडल में अणु अस्थिर होगा यदि आवेश कक्षा में घूम रहा है तो यह विकिरित होता है क्योंकि यह त्वरित है तो मैं इस व्याख्यान में यह बताना चाहता हूं कि आवेश का त्वरण किस प्रकार से विकिरण बनाता है शुरू करने के लिए देखते हैं कि एक अत्वरित आवेश क्यों नहीं विकिरित होना चाहिए तो चलिए आवेश q को देखते हैंजो एक बिंदु आवेश है और निश्चित गति v के साथ इस तरह गतिशील है मैं ध्यान दूंगा कि इस व्याख्यान में v का परिमाण c के परिमाण से बहुत बहुत कम है जहां c प्रकाश की गति है पिछले व्याख्यानो या दिए गए कार्यों में से किसी एक में आपने देखा था कि एक गतिशील आवेश इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाता है तो यह आवेश q जिसे हम धनात्मक लेते हैं मान लीजिए कि यह सीधी दिशा में जा रहा है तो इसका एक B क्षेत्र होगा जो कि ऊपर से बाहर आता है और नीचे की तरफ जाता है और जैसे ही आप दूर जाते हैं क्षेत्र का परिमाण कम होता जाता है बहरहाल यह इस तरह से यह होगा और एक अच्छे अनुमान के लिए मैं E क्षेत्र को रेडियल दिशा में बाहर लेता हूं इस तरह से जब v का परिमाण c से बहुत कम है तो अब आप यहां क्या ध्यान देते हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर s इस तरह से होता है कि यह कोई शक्ति नहीं ले जाता और विकिरित नहीं होता इसे देखने का एक अच्छा तरीका भी है और वह यह है यदि यह आवेश गति के साथ जा रहा है एक निश्चित गति v के साथ चलिए इस आवेश के साथ हम एक फ्रेम लगा देते हैं इस फ्रेम को हम लाल लाइनों x y z से बनाते हैं और इसलिए यह फ्रेम भी निश्चित गति v के साथ जाएगा और यहां मेरा ग्राउंड फ्रेम है तो इस ग्राउंड के संदर्भ में यह फ्रेम गति v से हिलता है हालांकि यह लाल फ्रेम जो गतिशील फ्रेम है यहां आवेश स्थिर है और इसलिए इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेडियली बाहर की तरफ होगा और वहां कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा और इसलिए कोई विकिरण भी नहीं होगी तो चलिए ऐसा लिखते हैं कि गतिशील फ्रेम में कोई विकिरण नहीं है हालांकि यह फ्रेम ग्राउंड फ्रेम के संदर्भ में निश्चित गति से हिल रहा है और इसलिए यह एक जड़त्व फ्रेम है और इसलिए इन दोनों फ्रेम में भौतिकी समान रहेगी इसका मतलब है कि गतिशील फ्रेम में भी कोई विकिरण नहीं होगी अर्थात ग्राउंड फ्रेम में भी कोई विकिरण नहीं होगी इस प्रकार एक निश्चित गति से जाता हुआ आवेश विकिरित नहीं होता है चलिए अब दिखाते हैं कि एक त्वरित आवेश किस तरह से विकिरण देगा तो अब हम दिखाना चाहते हैं कि एक त्वरित आवेश विकिरण कैसे देता है यदि आप भौतिकी या विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कोई आधुनिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं तो आप इसकी व्युत्पत्ति एक कठिन गणितीय रूप में देखेंगे यहां बहुत गुणात्मक विवरण होगा इसलिए चलिए इसे समझने के लिए हम इसके मूल गुणों को समझते हैं जिनका मैं उपयोग करूंगा एक विकिरण में विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B दोनों प्रसार के दिशा के लंबवत होते हैं हमने पिछले दो व्याख्यान में देखा है दूसरे वाले में यदि मान लीजिए कि एक बिंदु आवेश शक्ति P के साथ विकिरित होता है आप जैसे जैसे दूर जाएंगे वही शक्ति ज्यादा और ज्यादा क्षेत्र में जाएगी और शक्ति प्रति इकाई क्षेत्र कुछ नहीं बल्कि पॉइंटिंग वेक्टर है जो कि E2 के अनुपातिक है इसलिए पॉइंटिंग वेक्टर या शक्ति प्रति इकाई क्षेत्र विकिरण का एक बिंदु स्त्रोत बनाता है और यह 1r2 अनुपातिक होता है जहां r बिंदु स्त्रोत से दूरी है और यह बताता है कि E क्षेत्र 1r के समानुपातिक है हम चित्र की सहायता से देखते हैं यदि मेरे पास एक बिंदु स्त्रोत है चलिए इसे यहां हरे से बनाते हैं तब इससे r दूरी पर यदि विकिरण इस तरह से बाहर जाता है तो मेरे पास एक E क्षेत्र होगा या तो यहां जाता हुआ दिख रहा है या कागज में देखिए दूसरे शब्दों में यह प्रसार की दिशा के लंबवत होगा और e 1r के अनुपातिक होगा यदि मैं यह दिखा सकता हूं कि एक त्वरित आवेश मुझे प्रसारित बाधा देता है जो इस तरह जाता है कि इसके लिए E क्षेत्र 1r है और प्रसार के दिशा के लंबवत है मैंने यहां विकिरण को दिखाया है इसलिए चलिए देखते हैं मान लीजिए यह आवेश यहां स्थिर है मैं आवेश को स्थिर लेता हूं इसका एक विद्युत क्षेत्र होगा मैं इस तरह से 3 या 4 रेखाएं बनाता हूं और यह क्षेत्र और कुछ नहीं बल्कि E q40r2होगा जहां r दूरी है और यह क्षेत्र रेडियली बाहर आ रहा है अब मान लीजिए यह पहला चरण है दूसरे चरण में एक बहुत कम समय 𝜏 के लिए आवेग इस आवेश को देते हैं जिससे इसे गति v मिल जाए और पुनः हम उन मामलों पर ध्यान देंगे जहां गति का परिमाण प्रकाश की गति से बहुत कम है इसलिए यह आवेश अब गति v के साथ जा रहा है यहां यह 𝜏 आवेग बहुत कम अंतराल 𝜏 के लिए दिया गया है चलिए अब देखते हैं क्या होता है तो शुरुआत में यहां यह आवेश स्थिर था और यह क्षेत्र इस तरह से बाहर जा रहा था मैं इसे रेडियली बाहर बना रहा हूं और इसे एक शुरुआत दी गई है ताकि यह t समय में यहां पहुंचे चीजें थोड़ी बढ़ाई गई है यह इस दूरी vt तक पहुंचता है अब t समय में ही क्षेत्र भी बदल जाएगा क्योंकि आवेश उसी स्थिति में है और हालांकि v बहुत छोटा है तब भी क्षेत्र आवेश की इस स्थिति से रेडियल दिशा में जाएगा मैं पुनः वही रेखाएं बनाता हूंजो मैंने स्थिर आवेश के लिए बनाई थी यद्यपि यह सभी जगह पर रेडियल नहीं हो सकता या यह सभी जगह पर यह लाल क्षेत्र नहीं हो सकता क्योंकि यह प्रसारण प्रकाश की सीमित गति से होता है इसलिए यहां रेडियल होगा यह लाल क्षेत्र केवल ct दूरी तक ही जाएगा इसलिए यह दूरी ct है उसके बाद कुछ समय 𝜏 के लिए अब मैं यह नहीं जानता कि क्षेत्र क्या है परंतु निश्चित रूप से यह रेडियल नहीं होगा कारण बहुत आसान है उस छोटे समय अंतराल 𝜏 के दौरान आवेश त्वरित था और इसलिए मैं इस पर वास्तव में एक जड़त्व फ्रेम नहीं लगा सकता यदि मैं इस पर एक जड़त्व फ्रेम लगा सकता मैं देखता कि इसमें भी वहीं क्षेत्र मौजूद होता जो गोल फ्रेम में होता परंतु मैं नहीं जानता मैं निश्चित रूप से जानता हूं क्योंकि जब यह गति से जाता है हम निश्चित रूप से जानते हैं कि मैं उस आवेश में एक फ्रेम लगा सकता हूं जिसमें क्षेत्र रेडियल है और क्योंकि गति बहुत कम है यह ग्राउंड फ्रेम में भी रेडियल रहता है मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि c𝜏 के बाहर भी पुनः क्षेत्र रेडियल होगा यह इन दोनों जगह के बीच में होगा जिसे मैं हरे के द्वारा बता रहा हूं मुझे क्षेत्र की प्रकृति नहीं पता इसलिए इस चित्र को दोबारा बनाते हैं तो मेरे पास यह स्थिर आवेश पर काला है और एक दूरी ct और उससे थोड़ा आगे तक सभी जगह पर क्षेत्र रेडियल है चलिए इसे इस तरफ भी करते हैं तो मैं गोला बनाता हूं इसके चारों तरफ इस तरह का एक गोला यहां एक दूसरा गोला इस तरफ भी है रेडियल क्षेत्र के गोले के बाहर इस तरफ भी इन दोनों गोलो के बीच की दूरी c x 𝜏 𝜏 वह छोटा समय अंतराल है जब मैं आवेग देता हूं समय t के बाद आवेश कण यहां आता है यह दूरी vt होगी और अब क्षेत्र इससे रेडियली बाहर होगा परंतु केवल इस अंदर वाले गोले तक क्योंकि यह जानकारी कि यह आगे बढ़ा है सिर्फ इसी भाग तक पहुंचती है इस बीच कुछ और होता है अब ध्यान दें कि मैक्सवेल के समीकरण में हमने माना था कि जब हम डाइवर्जंस E का सतह के लिए समाकलन करते हैं तो यह q0के समान आता हैजो कि गोश का नियम है यह हमेशा रहता है चाहे कोई भी स्थिति हो कोई भी फ्रेम हो यदि मैं रेखाओं के द्वारा आवेश को बताता हूं तो रेखाओं की संख्या यह अंदर और बाहर सामान रहेगी इसलिए यहां केवल एक रास्ता हो सकता है इसलिए यहां यह हरा क्षेत्र बाहर जोड़ा गया हैइस तरह से तो अब क्षेत्र रेखाएं इस तरह से दिखती हैं मुझे इन्हें एक ही रंग में साफ साफ यहां इस तरह बनाने दे बाहर जाती है बाहर जाती हैं यहां आती हैं इस तरह से और इस तरह से बाहर जाती हैं ठीक इसी प्रकार यह ऊपर जाती है इस तरह से और बाहर जाती है और आप देख सकते हैं कि यह क्षेत्र रेखा स्ट्रक्चर है पुनः जब मैं क्षेत्र के अंदर देखता हूं यह रेडियल था बाहर का क्षेत्र जब मैं आवेश को एक निश्चित गति से जाते हुए देखता हूं जो भी मैंने इस फ्रेम में देखा मैं कह सकता हूं कि कम गति के लिए क्षेत्र आवश्यक रूप से वही होगा जैसा कि ग्राउंड फ्रेम में था मैं नहीं जानता कि बीच में क्या होगा मैं केवल यह जानता हूं की रेखाओं की संख्या अंदर की तरफ और बाहर की तरफ समान रहनी चाहिए और इसलिए यह नीली रेखा रास्ता दिखाती है इसी तरह मैं इसे जोड़ सकता हूं यह इन्हें जोड़ने का सबसे आसान तरीका है परंतु यदि मैं इस तरह से जोड़ता हूं कुछ दिलचस्प होता है इन दो गोलों के बीच यहां इस भाग में आप देखते हैं कि नीली रेखा का एक घटक है जो रेडियल दिशा के लंबवत दिशा में है तो क्या हो रहा है अब हम जैसे ही आवेग त्वरण देते हैं यह छोटा क्षेत्र जो कि c𝜏 चौड़ाई का है बाहर की तरफ c गति से प्रसारित होने लगता है इसलिए समय के अनुरूप यहां एक क्षेत्र होता है जब हम आवेश को त्वरित करते हैं तो वह क्षेत्र रेडियल दिशा के लंबवत या प्रसार की दिशा की लंबवत होता है इसलिए हमने यह स्थापित कर लिया कि जब आवेश त्वरित होता है उस समय में वहां एक क्षेत्र होता है जो कि प्रसार की दिशा के लंबवत होता है आगे हमें बताना चाहते हैं कि यह 1r होता है और इस प्रकार प्रसारित शक्ति की गणना करते हैं